सुप्रभात और हम चिनाई मोर्टार के गुणों को देखना जारी रखेंगे और यही वह जगह है जहां हमने अपने अंतिम व्याख्यान में समाप्त कर दिया था हमने प्लास्टिक मोर्टार के गुणों की जांच की ठीक है जल प्रतिधारण शीलता व्यावहारिकता गुण जो कि आपके बिस्तर संयुक्त मोर्टार के साथ उचित फिनिश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो कि चिनाई की ताकत और स्थायित्व में योगदान करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिस महत्वपूर्ण पहलू को स्थापित करने की आवश्यकता है वह मोर्टार और यूनिट के बीच का बंधन है और इसलिए यह इंटरलॉकिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं हम कहते हैं कि आप एक इकाई लेते हैं मिट्टी ईंट इकाई या एक ठोस ब्लॉक आपको सतहों पर अवांछनीयता मिली और बहुत छोटे पैमाने पर यांत्रिक इंटरलॉकिंग है जो बंधन में योगदान दे रहा है इंटरलॉकिंग से आने वाला अतिरिक्त घर्षण रासायनिक आसंजन है और आम तौर पर इस बंधन को बहुत जल्द स्थापित किया जाना चाहिए यह कुछ ऐसा नहीं है जो समय के साथ विकसित होगा लेकिन यह कुछ ऐसा है कि जिस समय आप मोर्टार डालते हैं आपको यह उम्मीद करनी चाहिए कि आप इसे बनाना शुरू कर देंगे और बॉन्ड स्वयं मोर्टार के प्रकार से प्रभावित होता है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं क्या यह उच्च शक्ति मोर्टार है क्या यह मोर्टार का कमजोर प्रकार है यह मोर्टार के गुणों से प्रभावित है यह जल शक्ति अनुपात से प्रभावित है यह कितनी ताकत और संपत्तियों के साथ इकाई से प्रभावित है इसलिए संगतता मायने रखती है जहां तक बांडों की स्थापना का संबंध है और काम की स्थिति जिसके तहत चिनाई की दीवार के लिए इलाज हो रहा है में कारीगरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपने देखा होगा कि निर्माण के बाद दीवार को कुछ दिनों के लिए गीला रखना पड़ता है जैसे आप कंक्रीट को गीला रखेंगे एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो क्षेत्र में किया जाता है वास्तव में यह जानकर आश्चर्य होता है कि आप इतने कम समय में बांड स्थापित कर सकते हैं इसे फील्ड बांड परीक्षण कहा जाता है यह क्षेत्र पर किया जाता है यह एक गुणवत्ता है नियंत्रण परीक्षण और क्या किया जाता है आप मूल रूप से तैयार किए गए मोर्टार के साथ दो इकाइयों का ढेर बनाते हैं तो आपको पहली इकाई मोर्टार और दूसरी इकाई मिली है आप इसे 2 मिनट से अधिक नहीं 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर आपको शीर्ष इकाई को पकड़कर पूरे स्टैक को उठाने में सक्षम होना चाहिए और इसे रहना चाहिए यदि यह नहीं रहता है तो बंधन स्थापित नहीं किया गया है इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि प्रारंभिक बांड को तेजी से बनना है और यही वह है जो वास्तव में एक अच्छी गुणवत्ता वाली चिनाई की प्रक्रिया को आरंभ करने जा रहा है ठीक है तो यह एक फील्ड बॉन्ड टेस्ट है यह वास्तव में किया जाता है यदि आपके पास एक अच्छा साइट इंजीनियर है तो आप जाएंगे और जांच करेंगे वह जाएगा या नहीं अगर यह प्राप्त किया जा सकता है यदि नहीं तो आपको मोर्टार को फेंकना होगा या जांचें कि क्या इकाइयां हैं वे बहुत गीली हो सकती हैं या वे बहुत सूखी हो सकती हैं तो यह कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है जैसा कि हमने पहले देखा था मोर्टार की व्यावहारिकता और जल प्रतिधारण प्लास्टिक राज्य की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है इसलिए यदि आप कार्य क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप वास्तव में उन रसायनों का उपयोग कर सकते हैं जो वायु प्रवेश को बनाते हैं और आप वास्तव में मोर्टार मिश्रण में वायु सामग्री को 12 से 18 प्रतिशत तक सुधार सकते हैं हालांकि ये वास्तव में मोर्टार की ताकत को कम कर सकते हैं तो इन एडिटिव्स का उपयोग करने में आपको सावधान रहना होगा और इस ज्ञान के साथ कि आप ताकत से समझौता कर सकते हैं यदि आप ताकत बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन एडिटिव्स का कम इस्तेमाल करते हैं यदि आवश्यक हो तो आप इन कुछ योजक के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए मोर्टार की संपीड़न शक्ति और फिर से गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के रूप में मोर्टार के छोटे क्यूब्स को साइट में डाला जाता है और परीक्षण किया जाता है जैसे आप उन क्यूब्स या सिलेंडरों को कास्टिंग करके कंक्रीटिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण करेंगे कुछ अन्य देशों में सिलेंडर तो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वह पैरामीटर है जिसे हम चिनाई मोर्टार को वर्गीकृत करने के लिए दोनों का उपयोग करते हैं पहले कहा गया था एमएम 75 और एमएम 5 यह क्यूब कंप्रेसिव ताकत है और यह एक छोटा घन है जिसे डाला जाता है यह 50 मिमी x 50 मिमी पक्ष आयाम है और चिनाई मोर्टार की एक भूमिका होती है जो चिनाई की खुद को संपीड़ित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह ईंट के काम की गुणवत्ता को मापता है ईंट का काम अर्थ यह मोर्टार के साथ ईंट की असेंबली है और आम तौर पर आप भंगुर सामग्री का एक क्यूबिकल टुकड़ा देख रहे हैं और अंत प्लेटों के कारावास के कारण आप एक पिरामिड विफलता की उम्मीद करते हैं इस विशिष्ट एक्स आकार की दरार में आप अंत प्लेटों के सीमित प्रभाव के कारण देखेंगे लेकिन यह एक मानक परीक्षण प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम मोर्टार की घन compressive शक्ति को चिह्नित करने के लिए करते हैं अब हमने उन गुणों की बात की है जो प्लास्टिक मोर्टार के रूप में आवश्यक हैं और गुण कठोर अवस्था से आवश्यक हैं तो आपके पास जुड़वां आवश्यकताएं हैं लेकिन आपको परस्पर विरोधी समस्याएं हो सकती हैं अगर आप इसे बहुत काम का बना लेते हैं तो आपको ताकत की समस्या होने वाली है यदि यह है यदि आप बहुत अधिक शक्ति चाहते हैं तो जल सीमेंट अनुपात को कम करना होगा तो आप वास्तव में हाथ पर एक संभावित समस्या है और आमतौर पर क्या किया जाता है यदि आप वांछनीय गुण चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ गुणों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं सामान्य रूप से सीमेंट के लिए जो किया जाता है वह मोर्टार को ताकत प्रदान करने के लिए जाना जाता है दूसरी ओर चूना जो कि आप सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में जानते हैं चूना आज एक बाध्यकारी सामग्री के रूप में उपयोग में इतना अधिक नहीं है लेकिन आप संरचना में चूने का उपयोग कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए कर सकते थे लेकिन यह ताकत के साथ समझौता कर सकता है तो जिस अनुपात से आप चूना मिलाते हैं उसमें चूना आमतौर पर नियंत्रित होता है तो इस ग्राफ में आप वास्तव में देख सकते हैं कि एक्स धुरी पर आपके चूने का अनुपात और सीमेंट का अनुपात कैसे होता है तो आपके पास एक मोर्टार मिश्रण हो सकता है जो 100 प्रतिशत सीमेंट और कोई चूना बिल्कुल नहीं है और आप चूने के साथ सीमेंट के प्रतिशत को कम करते रहते हैं तो एक्स एक्सिस पर मैं 100 प्रतिशत सीमेंट से 0 पर जाता हूं और 0 से 100 प्रतिशत तक चूना और आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वॉटर रिटेंटिविटी को देख रहे हैं अब जल प्रतिधारण एक महत्वपूर्ण गुण है जैसा कि हमने पहले प्लास्टिक राज्य में देखा था तो यदि आप एमपीए में आंतरिक शक्ति 5 10 15 तक 30 एमपीए तक की संपीडन शक्ति को देखते हैं और प्रतिशतता में पानी की मात्रा को देखते हैं तो यह काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे आप अनुपात में सीमेंट का प्रतिशत कम करते जाते हैं आप कम होते रहते हैं अनुपात में सीमेंट प्रतिशत आपको मोर्टार मिलता है जो अधिक व्यावहारिक है और इसमें बेहतर जल प्रतिधारण गुण हैं लेकिन तुम उलटा देखो वास्तव में क्या हो रहा है तुम्हारी ताकत कम हो रही है आप सीमेंट की मात्रा कम करते हैं और चूना डालते रहते हैं तो चूना यदि आप इस शुद्ध चूने के साथ काम कर रहे हैं तो आप कमजोर मोर्टार प्राप्त करने जा रहे हैं अपेक्षाकृत कमजोर मोर्टार संभवतः अधिक कमजोर लेकिन निश्चित रूप से कमजोर मोर्टार तो यह अंतिम संपत्ति पर परस्पर विरोधी परिणाम है लेकिन प्लास्टिक के मंच पर आप सीमेंट और चूने के अनुपात को बदलकर या यदि आवश्यक हो तो चूने के एक निश्चित अनुपात को अपनाकर काम कर सकते हैं इसलिए आप कठिन काम करने में इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं मोर्टार या नरम मोर्टार कई मामलों में नरम मोर्टार के साथ काम करना बहुत अधिक सार्थक है ठीक है फिर से संपीड़ित ताकत उन गुणों में से एक है जिन्हें आप जांचेंगे लेकिन आपको फ्लेक्सुरल टेंसल स्ट्रेंथ मोर्टार सैंपल की टेंसिल स्ट्रेंथ को भी जानना होगा तीन बिंदु झुकने परीक्षण जैसा कि हमने देखा था ईंट इकाई के लिए तीन सूत्री झुकने परीक्षण को यहां अपनाया जा सकता है और जो नमूना आम तौर पर बनाया जाता है वह एक नमूना होता है जिसका आकार 10 सेमी लंबाई और क्रॉस सेक्शन में 25 सेमी x 25 सेमी होता है और आप इसे लचीलेपन में लोड करते हैं और तनाव प्रवणता आपको मध्य अवधि में अधिकतम झुकने वाले तनाव की संभावना देने वाली है और विफलता भंगुर है यह एक भंगुर पदार्थ है और आप देख सकते हैं कि निचले हिस्से में अधिकतम फ्लेक्सुरल तनाव के साथ मध्य अवधि दरार कैसे बनती है यह एक संपत्ति है जिसे प्रयोगात्मक रूप से आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है महत्व की एक और संपत्ति मोर्टार में मात्रा परिवर्तन या संकोचन है और यह फिर से प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाता है जो मोर्टार से बने एक छोटे बीम का उपयोग करता है और फिर आप देखते हैं कि आयतन परिवर्तन क्या है मोर्टार कितना सिकुड़ रहा है क्योंकि सख्त प्रक्रिया हो रही है 7 दिनों में और 35 दिनों में और संकोचन की सीमाएं हैं क्योंकि यदि कोई मोर्टार बहुत अधिक सिकुड़ जाता है तो उसने इकाई के साथ एक बंधन स्थापित कर लिया है लेकिन अगर यह बहुत अधिक सिकुड़ जाता है तो आप दीवार की मजबूती और कठोरता के समय तक बंध में असफलता पा सकते हैं तो यह एक मूलभूत समस्या है यदि बहुत अधिक संकोचन होता है तो सिकुड़न दरारें विकसित होंगी और संकोचन दरारें सिस्टम की स्थिरता से तुरंत समझौता नहीं करेंगी लेकिन यह स्थायित्व को प्रभावित करेगी क्योंकि मोर्टार में ही इन दरारों के बनने से नमी का प्रवेश शुरू हो जाएगा इसलिए हम जल्दी से लोचदार और रेंगने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कंप्रेसिव लोडिंग और थर्मल इफेक्ट्स और सिकुड़न प्रभाव हैं जो यह तय करते हैं कि मोर्टार में वॉल्यूम में कितना बदलाव होने वाला है यदि आपके पास एक नरम मोर्टार है नरम मोर्टार मूल रूप से अधिक विकृति है जब हम इसे नरम कहते हैं तो यह कितना विकराल है और इसलिए ये अधिक नमनीय हैं वे टूटने से पहले और अधिक खराब हो जाते हैं और असफल और कठिन मोर्टार बहुत अधिक नाजुक तरीके से व्यवहार करते हैं और यह इस संदर्भ में है कि नरम मोर्टार संभवतः चूने के साथ सीमेंट के उपयोग के साथ या केवल चूने के साथ प्राप्त किया जाता है और अधिक वांछनीय है क्योंकि उनके प्रदर्शन का संबंध है और इन स्थितियों में चूने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता देखी जाती है और इसे दरारों की ऑटोजेनस चिकित्सा कहा जाता है वास्तव में क्या होता है मोर्टार रचना ऐसी है कि जब दरारें बनती हैं चूने की मोर्टार को सख्त करने की धीमी प्रक्रिया होती है और इन दरारें को भरने और भरने के लिए सामग्री अभी भी उपलब्ध है और लगभग दरारें बंद करें और वितरित छोटे के गठन की अनुमति दें दरारें और इसलिए विकृति एक ऐसी चीज है जिसे आप सीमेंट मोर्टार जैसी कठोर भंगुर सामग्री से बहुत अधिक देखते हैं तो यह एक विषय है जो महत्वपूर्ण अनुसंधान फोकस चूने मोर्टार के व्यवहार का है यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल रासायनिक संरचना है ऑटोजेनस हीलिंग एक ऐसी चीज है जिस पर लगातार शोध किया जा रहा है क्योंकि चिनाई और ऐतिहासिक चिनाई की मरम्मत के लिए चूने की यह संपत्ति बेहद उपयोगी है अन्य संरचनात्मक सामग्रियों की मरम्मत के दृष्टिकोण से भी इस पर शोध किया जा रहा है तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप जानना चाहते हैं तो सुखाने संकोचन परीक्षण के लिए नमूना फिर से जैसा कि मैंने कहा कि एक बीम है यहां बीम 25 मिमी x 25 मिमी x 300 मिमी है और 7 दिनों और 35 दिनों में दो बिंदुओं पर माप लेते हैं और मोर्टार संकोचन निश्चित भीतर होना चाहिए सीमा ठीक है इसलिए यह हमें घटक के दो सेटों के बारे में बताता है जिनके बारे में हमने बात की थी और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था ग्राउट आज चिनाई निर्माण का एक और महत्वपूर्ण घटक है खोखले ब्लॉकों को आंशिक रूप से grouted या कभी कभी पूरी तरह से grouted किया जाता है और जब आपके पास सुदृढीकरण होता है तो आपको उस गुहा को grout करना होगा जिसमें आप सुदृढीकरण हैं तो grout अपने आप में एक अलग सामग्री है यदि आप कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं तो संभावना है कि आप जिस ग्राउट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वह कंक्रीट ब्लॉक की संरचना के काफी करीब है लेकिन यह अभी भी अलग हो सकता है यदि आप खोखले मिट्टी की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं या यदि आप ठोस मिट्टी के ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास कैविटी हैं जिसमें आप कंक्रीट डाल रहे हैं तो यह यूनिट या शेल के संबंध में एक पूरी तरह से अलग सामग्री है तो यह एक ऐसी सामग्री है जिस पर आपको विचार करना चाहिए और चिनाई की ताकत में चिनाई की विकृति में खेलने के लिए एक भूमिका है और मुख्य रूप से आपकी सुदृढीकरण की रक्षा के लिए है हां आपका प्रश्न यह है कि हम कंक्रीट के लिए एक औपचारिक मिश्रण डिजाइन करते हैं क्या आप मोर्टार के लिए मिश्रण डिजाइन करते हैं मैं इसका इस तरह से उत्तर दूंगा यदि आप अपनी चिनाई की एक निश्चित ताकत हासिल करना चाहते हैं तो आप मोर्टार की ताकत और इकाई की ताकत को जानकर चिनाई की ताकत तैयार कर सकते हैं तो आप मोर्टार की एक निश्चित ताकत और यूनिट की एक निश्चित ताकत चुनते हैं और ये दोनों मिलकर आपको चिनाई की ताकत देने जा रहे हैं अब आप पीछे की ओर कैसे काम करते हैं मैं कह सकता हूं कि मुझे 10 75 एन एमएम 2 की ताकत की एक इकाई की आवश्यकता है और मैं इसे निर्मित कर सकता हूं अब मोर्टार अगर मैं गणना के अनुसार एक मोर्टार चाहता हूं जो 75 एन मिमी 2 है तो यह फिर से एक समग्र है तो मैं 75 एन एमएम 2 मोर्टार कैसे प्राप्त कर सकता हूं और यह वह जगह है जहां आपको जानना होगा सीमेंट के लिए किस अनुपात की आवश्यकता होती है क्या आपके पास पोज़ोलाना और चूने की तरह कोई अन्य योजक है और ठीक कुल है इसलिए यदि आप एक निश्चित चिनाई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे तोड़ देते हैं यह सीधे मोर्टार ताकत और यूनिट ताकत पर निर्भर है और इसलिए चूंकि मोर्टार ताकत हासिल करनी है औसत संपीड़ित ताकत हासिल करनी होगी आपको उसके लिए एक अनुपात की आवश्यकता है तो आप कंक्रीट के लिए मिश्रण मिश्रण के समान एक प्रक्रिया कर सकते हैं हालाँकि हमने अन्य वर्ग में जो टेबल देखे हैं वे सीमेंट की ताकत पर निर्भर थे और ठीक एग्रीगेट और सीमेंट के अनुपात के आधार पर आपको एक निश्चित औसत कम्प्रेसिव ताकत मिलेगी जो आमतौर पर होती है इसलिए कड़ाई से बोलते हुए आप हर बार मिक्स डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे आप इन रेडीमेड तालिकाओं के आधार पर मार्गदर्शन करेंगे कि मोर्टार का चयन कैसे करें सही इसलिए जहां तक ग्राउट का संबंध है आप कंक्रीट को देख रहे हैं जो कि उच्च ढलान वाला कंक्रीट है आप इसे आमतौर पर गुहा में पंप करते हैं आप आमतौर पर एक मीटर या मीटर की दीवार बनाते हैं और दो को इंगित करते हैं और फिर एक बार सुदृढीकरण पहले से ही होने के बाद आप जगह में उच्च मंदी वाले कंक्रीट को पंप करते हैं यह खोखले द्वारा बनाए गए इन विकारों में हो सकता है या यह दो पत्तियों के बीच गुहा हो सकता है जिसे आप भर रहे हैं जहां सुदृढीकरण भी रखा गया है और यह जब हम चिनाई के निर्माण के बारे में देख रहे थे तो हमने कुछ देखा है तो आप या तो खड़ी गुहाओं को भर सकते हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण बैठा है या आपके पास यू आकार के ब्लॉक हो सकते हैं आप एक ब्लॉक देख सकते हैं जिसे चलाने के लिए क्षैतिज सुदृढीकरण के लिए यू के आकार में कट जाता है तो आपके पास ये दोनों संभावनाएं हैं लेकिन यह उच्च मंदी की है क्योंकि आपका मन यह एक नहीं है यह आमतौर पर एक बहुत बड़ी गुहा नहीं है और आप पहले से ही सुदृढीकरण डालते हैं तो आप जल्दी से भीड़ हो सकते हैं क्योंकि ये voids आयाम में सीमित हैं गुहा की दीवारों का मुख्य रूप से मतलब होगा आपने सुदृढीकरण को स्थिति में रखा है आपने दो पत्तियों का निर्माण किया है और आपको पक्षों पर शटरिंग की आवश्यकता हो सकती है या इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह दीवार निर्माण जो वापसी की दीवारों को जारी रखे हुए है और फिर आप मूल रूप से ग्राउट कर रहे हैं यह ठीक है तो यह है कि एक ग्राउट के साथ निर्माण कैसे किया जाता है और आम तौर पर ग्राउट क्या होता है आपको एक खोखले क्रॉस सेक्शन मिला है आप इसे काफी मजबूत सामग्री के साथ ग्रूट कर रहे हैं यह ठोस रूप से सख्ती से बोल रहा है तो यह क्षमता बढ़ाता है ताकत क्षमता प्रतिरोध कतरनी में तुरंत जब आप grouted चिनाई है देखा है मुख्य रूप से वे सही स्थिति में सुदृढीकरण को धारण करने और संक्षारण संरक्षण देने के लिए होते हैं तो विशिष्ट अनुपात आपको उपलब्ध गुहा आपके लिए उपलब्ध शून्य के आकार के आधार पर निर्णय लेना होगा आप ठीक ग्राउट के साथ जाना चाहते हैं या आप मोटे ग्राउट के साथ जाना चाहते हैं और इस बात पर निर्भर करता है कि आप ठीक ग्राउट या मोटे ग्राउट जा रहे हैं या नहीं आप वास्तव में यह तय करेंगे कि जुर्माना एक मोटे एग्रीगेट का उपयोग किया जा रहा है या नहीं क्योंकि अगर आपने हमें ऐसा कहा है तो एक शून्य जो लगभग 50 मिमी x 50 मिमी है और आपके पास वास्तव में एक सुदृढीकरण पट्टी है जो 14 मिमी या तो के स्थान पर बैठी है आपके पास वास्तव में बहुत बड़ी जगह नहीं है इसलिए यदि आप मोटे एग्रीगेट के साथ जाना चुनते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास जो स्पष्ट आयाम हैं वे पंपिंग स्पेस होने जा रहे हैं तो मोटे ग्राउट और बढ़िया ग्राउट के बीच का चुनाव कुछ ऐसा है जो डिजाइनर के लिए छोड़ दिया जाता है इसलिए यदि आप मोटे ग्राउट के साथ जाते हैं तो आप उसके साथ जाएंगे आनुपातिक के एक भाग के रूप में एक मोटे समुच्चय का चयन करेंगे और यदि यह एक अच्छा ग्राउट है तो आप मोटे समुच्चय का उपयोग नहीं करते हैं विशिष्ट अनुपात यहां दिखाए गए हैं यह इनसे अलग हो सकता है 1 2 1 3 को आम तौर पर अपनाया जाता है लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शायद ही कभी आप 10 मिमी से बड़े मोटे आकार के साथ जाएंगे 10 मिमी मोटे कुल आयाम पर एक विशिष्ट टोपी है आपका प्रश्न यह है कि क्या लोड वितरण को बदल दिया जाएगा कड़ाई से बोलते हुए यदि आप एक क्रॉस सेक्शन को देखते हैं जहां आपके पास इकाई का शेल ठीक है तो आपके पास संरचना के अंदर और बाहरी संरचना के बाहर और अंदर है और फिर आपके पास मूल सामग्री है जो अब ठोस है वे सभी अलग हैं हम कहते हैं कि यह ईंट है यह मिट्टी की ईंट है खोखले मिट्टी की ईंट है और कोर खुद ठोस है इन की लोच का मापांक अलग अलग सही होने वाला है तो क्रॉस सेक्शन में वितरणात्मक तनाव लोच के अलग अलग मापांक moduli के कारण अलग होने जा रहे हैं एक दूसरी समस्या इकाई पूर्वनिर्मित और उपयोग की जाती है तो यह आकार या मात्रा में नहीं बदलने जा रहा है जहां ग्राउट को गुहा में पंप किया जाता है यह सिकुड़ जाएगा इसलिए जब यह सिकुड़ता है तो आप लोड के समान हस्तांतरण के मुद्दे हो सकते हैं और इस प्रकार आप ग्राउट के संकोचन के कारण तनाव वितरण में अंतर कर सकते हैं ठीक है इसलिए चूंकि यह एक ऐसी संपत्ति है जो चिनाई की ताकत को बदल सकती है ग्राउट संपत्ति पर एक जांच ग्राउट की संपीड़ित ताकत न्यूनतम परीक्षणों में से एक है जो ग्राउट को चिह्नित करने के लिए किया जाता है तो ग्राउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उम्मीद करते हैं कि यह कम से कम चिनाई की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर हो असेंबली राईट की यह चिनाई की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के करीब होने का काम करेगी आपके पास मूल रूप से बहुत कमजोर ग्राउट नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह स्टील सुदृढीकरण के संक्षारण के संरक्षण के लिए अच्छी तरह से नहीं झुकता है और सभी प्रयासों के बाद आप ऐसा ग्राउट नहीं चाहते हैं जो कमजोर हो और चिनाई की संक्षिप्त ताकत में योगदान न करे तो एक अच्छा अंगूठा नियम यह देखना है कि क्या आपकी चिनाई संपीड़ित शक्ति और ग्राउट संपीड़ित ताकत तुलनीय है अब आपको यह भी समझना चाहिए कि सुदृढ़ीकरण पट्टियां वहां बैठी हैं अगर सुदृढीकरण एंकरेज अच्छे हैं तो सुदृढीकरण बार लोड ट्रांसफर में सक्रिय होने जा रहे हैं इसलिए स्टील सुदृढीकरण ग्राउट पर विकास के आधार पर होने जा रहा है इसलिए आपके पास ग्राउट की समझौता शक्ति नहीं हो सकती है तो यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए मिश्रण अनुपात में उचित परिश्रम और खुद को ग्रूट करने की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है इसलिए ग्राउट की संपीडनीय शक्ति के परीक्षण के लिए हमारे पास कोई भारतीय मानक नहीं है जो ग्राउट की संपीडन शक्ति परीक्षण को संबोधित करता है हम एक एएसटीएम मानक पर निर्भर करते हैं और एएसटीएम मानक को यहां C1019 के रूप में संदर्भित किया गया है और यह एक दिलचस्प परीक्षण है अब चूंकि ग्राउट वास्तव में चिनाई इकाई या कंक्रीट ब्लॉक के अंदर बैठा है आप प्लास्टिक की उच्च मंदी वाली सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जो कि उच्च जल अवशोषण में जा रहा है आपने देखा है कि मिट्टी की ईंट में पानी का अच्छा अवशोषण हो सकता है कंक्रीट में भी पानी का अवशोषण होता है तो यदि आप वास्तव में इस गुहा में कुछ प्लास्टिक पंप करते हैं तो पानी होगा जो इकाइयों द्वारा उच्च मंदी की गड़गड़ाहट से अवशोषित होता है इसलिए यदि आप केवल उस उच्च ढलान को ठोस रूप में लेते हैं और उसे एक सांचे में डालते हैं और सांचे की संपीडन शक्ति का परीक्षण करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि जब आप इसे पंप कर रहे होते हैं तो उच्च ढलान वाले कंक्रीट में पानी का सीमेंट अनुपात यह गुहा के अंदर की तुलना में बहुत अधिक है क्योंकि दीवारें ग्राउट में पानी को अवशोषित करना शुरू कर देंगी और जो आपको अंत में मिलेगा वह संभवतः एक मजबूत ग्राउट है यदि बहुत अधिक पानी अवशोषित नहीं होता है तो परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक है कि आप वास्तविक इकाइयों के साथ एक सांचे का निर्माण करें जिसका उपयोग हम दीवार निर्माण में करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह व्यवस्था कैसी है आपको चार ब्लॉक मिले हैं आप एक कैविटी बनाते हैं और इस ग्राउट नमूने का आकार लगभग 90 मिमी x 90 मिमी x 180 मिमी है मुझे क्षमा करें वे अजीब संख्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि यह इंच में है कि इसे एएसटीएम मानकों में परिभाषित किया गया है और रूपांतरण आपको इन अजीब संख्याओं को देगा प्रिज्मीय ग्राउट नमूने और फिर हम क्या करते हैं कि हम वास्तव में इकाइयों के चेहरे पर अस्तर रखते हैं और यह अस्तर इकाई द्वारा पानी के अवशोषण को बाधित नहीं करेगा तो आप ब्लॉटिंग पेपर की तरह कुछ का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर नमी को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है आपको कुछ ऐसा उपयोग करना होगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसका उपयोग क्यों करते हैं छात्र दोनों नमी नहीं आप चाहते हैं कि नमी को अवशोषित किया जाए आप चाहते हैं कि नमी को वास्तविक स्थिति की तरह ग्राउट से अवशोषित किया जाए लेकिन फिर आप एक अस्तर सामग्री प्रदान करते हैं आप अस्तर सामग्री क्यों प्रदान करते हैं छात्र कोई बंधन नहीं है बिल्कुल अन्यथा यदि कोई अस्तर सामग्री नहीं है तो ग्राउट वास्तव में इकाइयों के साथ बंध जाएगा और आप वहां कोई परीक्षण नहीं कर सकते तो आप एक अस्तर सामग्री देते हैं लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि यह अस्तर सामग्री नमी के अवशोषण को रोकने के लिए नहीं जा रही है तो यह एक अवशोषण अस्तर सामग्री है जो प्रदान की जाती है और तल पर आप सामान्य रूप से एक लकड़ी का ब्लॉक देते हैं ताकि आपको एक तैयार सतह मिल सके और फिर एक बार जब यह कठोर हो जाता है तो आप ब्लॉकों को हटा देते हैं इसका उपयोग करते हैं इसे संपीड़न में परीक्षण करते हैं और इससे आपको ग्राउट कम्प्रेसिव ताकत मिलती है इसलिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है आपको मूल रूप से शोषक मोल्ड बनाना होगा तो आप इस बारे में सावधान रहेंगे कि आप किस सामग्री को शोषक सांचे बनाने के लिए चुनते हैं जैसे कि आप पानी के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि दीवारें वास्तव में उच्च मंदी वाले ग्राउट से अवशोषित होंगी इतना है कि grout compressive शक्ति है बेशक यदि आप एक मिट्टी की ईंट खोखले मिट्टी की ईंट या किसी अन्य प्रकार के ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ग्राउट नमूना बनाने के लिए एक समान सामग्री का उपयोग कर रहे हैं विशिष्ट अवशोषण को दोहराने के लिए grout नमूना जिसे आप प्राप्त करते हैं ऐसी सामग्री चौथे घटक यूनिट मोर्टार ग्राउट सुदृढीकरण एक स्टील जिसे आप इसका परीक्षण कर सकते हैं जैसे आप कंक्रीट के लिए सुदृढीकरण स्टील का परीक्षण करेंगे और यदि आप अपनी चिनाई को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको इन शक्तियों को जानना होगा आमतौर पर हल्के स्टील या उच्च उपज शक्ति विकृति स्टील ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण और क्षैतिज सुदृढीकरण दोनों के लिए उपयोग किया जाता है तो इन सामग्रियों की तन्यता ताकत का अनुमान लगाने के लिए एक मानक तनाव परीक्षण किया जाता है यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि संक्षारण प्रतिरोधी स्टील या प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए जंग प्रतिरोध स्टील के लिए जगह में रखा जाता है क्योंकि कंक्रीट के विपरीत जहां आपको कंक्रीट की संरचना द्वारा डिजाइन द्वारा अच्छा संक्षारण संरक्षण होता है चिनाई में जो बड़ी चुनौती है क्योंकि चिनाई इकाइयां झरझरा हैं तो आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं आईएस कोड राष्ट्रीय भवन कोड अनुशंसा करता है कि आप स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं क्योंकि स्टेनलेस स्टील पूरी तरह से जंग प्रतिरोधी नहीं है स्टेनलेस स्टील जंग मुक्त नहीं है लेकिन स्टेनलेस स्टील के लिए एक लंबा समय लगता है कोरोड के लिए आप छड़ का उपयोग कर सकते हैं जो निर्माण के लिए एक गर्म डूबा हुआ जस्ती या एपॉक्सी लेपित स्टील सुदृढीकरण है एपॉक्सी बार का उपयोग करने की प्रवृत्ति है निर्माण के लिए कार्बन फाइबर प्रबलित या एफआरपी सलाखों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है यह कुछ ऐसा है जो अभी भी एक अनुसंधान आर और डी चरण में है क्योंकि बांड और अर्थशास्त्र के मुद्दे भी हैं इस प्रकार के निर्माण की लागत जो मायने रखती है लेकिन अगर भविष्य में एफआरपी बार आसानी से उपलब्ध होने जा रहे हैं और हल करती है पूरी तरह से संरचनात्मक सामग्री के निर्माण में अन्य सभी समस्याएं मुझे लगता है कि आप जंग को दूर कर सकते हैं जहां तक कि इन जैसे संरचनात्मक प्रणालियों का संबंध है एक और संभावना है कि आप सामान्य सुदृढीकरण सलाखों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जिनके पास कम से कम एक मिलीमीटर के लिए स्टेनलेस स्टील का एक कोटिंग है और इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप संक्षारण प्रतिरोधी स्टील का उपयोग कर रहे हैं और आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि चिनाई का नेतृत्व किया गया है चिनाई को मजबूत करना गंभीर जंग समस्याओं का कारण बना है यह आप के लिए उल्लेख किया है अच्छी तरह से कोड द्वारा अग्रिम में मान लें कि आपके पास एक बेड संयुक्त है और आप एक सुदृढीकरण पट्टी रखते हैं और ऊपर और नीचे 15 मिमी का कवर देते हैं तो आपको इकाई के संबंध में एक बहुत मोटा मोर्टार संयुक्त मिलेगा यह अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात है और वहां है मोर्टार संयुक्त की मोटाई और चिनाई की ताकत के बीच सीधा संबंध है मोर्टार जोड़ों को इतना पतला चिनाई मजबूत है तो आपके पास फिर से एक परस्पर विरोधी आवश्यकता है यहां स्टील की रक्षा की जानी है लेकिन आपको पतले मोर्टार जोड़ों की आवश्यकता है इसलिए यदि आप चिनाई के प्रकारों में याद करते हैं तो मैं उच्च शक्ति बिस्तर संयुक्त मोर्टार के बारे में बात कर रहा था उच्च शक्ति वाले बिस्तर संयुक्त मोर्टार का पूरा विचार यह सुनिश्चित करना है कि आप पतले बिस्तर जोड़ों को प्राप्त करें जब आपके पास संयुक्त में ही स्टील हो तो बिस्तर संयुक्त सुदृढीकरण आपके पास बाजार में आज उपलब्ध बिस्तर संयुक्त सुदृढीकरण के लिए कुछ अच्छे विकल्प हैं उनमें से एक ट्रस प्रकार है यह एक ट्रस के रूप में है और इच्छुक तत्व या तो सलाखों के पतले क्रॉस सेक्शन या फिर मजबूत तार से बने होते हैं अब तार के साथ यह ट्रस प्रकार सुदृढीकरण वास्तव में सुनिश्चित करता है कि स्टील का प्रतिशत प्राप्त करने योग्य है लेकिन आप स्टील बार के आकार को कम कर सकते हैं और इस तरह आप संयुक्त मोटाई को कम कर सकते हैं तो यह अच्छा है यह एक अच्छी टाइपोलॉजी है और इन तारों के अलग अलग तरीके हैं इनमें से कुछ वेल्डेड हैं लेकिन स्टील में बहुत पतले तत्वों को वेल्डिंग करने से अन्य जटिलताएं होती हैं तो यह अपने आप में एक और क्षेत्र है आपके पास यह सीढ़ी प्रकार संयुक्त सुदृढीकरण बिस्तर संयुक्त सुदृढीकरण भी हो सकता है जो मूल रूप से फिर से छड़ के बीच लग्स की श्रृंखला के साथ है यह फिर से एक टाइपोलॉजी है जो आपको स्टील के एक निश्चित प्रतिशत को प्राप्त करने में मदद करेगी जो आपको संयुक्त के लिए आवश्यक है और जितना हो सके सुदृढीकरण के आकार को कम से कम करें बेशक बेड संयुक्त सुदृढीकरण को ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण के साथ जोड़ा जाना है और इस प्रकार का विवरण जो आप यहां देख रहे हैं जहां ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण क्षैतिज सुदृढीकरण से जुड़ा हुआ है जैसा कि आपने देखा है क्षैतिज सुदृढीकरण प्रभावशीलता को बेहतर बनाता है flexural क्षमता में ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण ही ठीक है इसलिए चिनाई निर्माण के विभिन्न घटकों की जांच की उनमें से चार अब हम स्वयं चिनाई विधानसभा और चिनाई विधानसभा के गुण शक्ति गुण मुख्य रूप से संपीड़ित शक्ति तन्य शक्ति को देखना शुरू करते हैं लेकिन यहां हम लचीले तन्य शक्ति की जांच कर रहे हैं और हम बिस्तर जोड़ों और बिस्तर जोड़ों के लंबवत समानांतर समानांतर लचीले तन्यता की जांच करेंगे और फिर चिनाई की कतरनी ताकत ये विशेषताएं हैं ये यांत्रिक पैरामीटर हैं जो सीधे चिनाई की ताकत को प्रभावित करते हैं तो शुरू करने के लिए हम संपीड़न के तहत व्यवहार की जांच करेंगे और यह कैसे संपीड़न के लिए परीक्षण किया जाता है और कौन से कारक चिनाई की संकुचित शक्ति को प्रभावित करते हैं इसलिए यदि आप असमान संपीड़न के अधीन ईंटों का एक ढेर लेते हैं तो विधानसभा में व्यवहार इस विधानसभा में तीन अलग अलग सामग्री या इंटरफेस हैं पहले एक इकाई होने के नाते दूसरा मोर्टार और तीसरा यह सादा ईंट चिनाई है कोई सुदृढीकरण नहीं है मोर्टार और इकाइयों के बीच सबसे महत्वपूर्ण इंटरफ़ेस है और यूनिट और मोर्टार की तुलना में पूरी तरह से अलग तनाव तनाव व्यवहार है तो यह वास्तव में संपीड़न अधिकार के तहत एक साथ काम करने वाले ये तीन हैं और आपको इस तथ्य की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी कि हम इकाई के व्यवहार मोर्टार के व्यवहार और यह किस तरह का इंटरफ़ेस है कैसे यह इकाई मोर्टार इंटरफ़ेस हर क्रिया के तहत व्यवहार कर रहा है और चिनाई की जटिलता संपीड़न के तहत व्यवहार को स्थापित करने में सक्षम होना है कतरनी के तहत व्यवहार flexure के तहत व्यवहार आपको इसे अलग अलग व्यवहार व्यक्तिगत लोड विस्थापन व्यवहार के लिए तोड़ना होगा लेकिन फिर निश्चित रूप से हमारे जीवन को जटिल बनाने के लिए यह योगात्मक नहीं है यदि आप यह सब जोड़ते हैं तो आपको चिनाई का व्यवहार नहीं मिलेगा इसलिए यह उन जटिलताओं में लाता है जो कि आइसोट्रॉपी की तुलना में अनीसोट्रॉपी के करीब है निश्चित रूप से यहां तक कि ऑर्थोट्रोपिक भी नहीं इसलिए हम इस इंटरफ़ेस के प्रभाव की जांच पहले संपीड़न के तहत व्यवहार में करेंगे लेकिन हम अन्य क्रियाओं के तहत भी इसकी जाँच करेंगे ठीक है तो क्या होता है आप एक चिनाई निर्माण को देखते हैं आपके पास इकाई और मोर्टार है ये आप जानते हैं कि लाइन में खड़ा है ढेर लगा हुआ है चिनाई इकाई चिनाई इकाई जो कम विकृत अधिकार है यह अधिक भंगुर है यह कम विकृत है वास्तव में मोर्टार को सीमित करना शुरू हो जाता है क्योंकि मोर्टार दो घटकों की अधिक विकृति है मोर्टार का विस्तार होता है यह उस प्लास्टिक की स्थिति में नहीं होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की स्थिति निश्चित रूप से यह संयुक्त से बाहर निचोड़ा जाता है लेकिन तब भी जब यह कड़ा हो जाता है और आप चिनाई को लोड करते रहते हैं मोर्टार झुकता है इकाई से अधिक का विस्तार करें तो लेकिन चूंकि यूनिट और मोर्टार के बीच एक बंधन मौजूद है यूनिट मोर्टार को सीमित करना शुरू कर देता है इसलिए यूनिट और मोर्टार के बीच सह क्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसके कारण क्योंकि इकाइयां मोर्टार को सीमित करना शुरू कर देती हैं मोर्टार त्रिअक्षीय संपीड़न की स्थिति में होता है ऊर्ध्वाधर रूप से आपके पास गुरुत्वाकर्षण भार होता है लेकिन अन्य दो पार्श्व दिशाओं में इकाइयां मोर्टार को सीमित करना शुरू कर देती हैं इसलिए यदि आप मोर्टार में तनाव की स्थिति को देखते हैं तो यह त्रिअक्षीय संपीड़न में है यह पूरी तरह से सीमित है आपका प्रश्न यह है कि क्या यह कारावास एक ढेर में या नीचे पड़ोसी इकाई से एक दीवार निर्माण ओके में आ रहा है अब तक हम वास्तव में स्टैक की जांच कर रहे हैं और कारावास की वजह से ऊपर की इकाई और नीचे की इकाई के साथ बंधन है हम इस तरह की कारावास की बात नहीं कर रहे हैं वास्तव में जबकि एक निश्चित पैटर्न में निर्मित दीवार में पड़ोसी आसन्न इकाइयों से कारावास मौजूद है यह अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है तो मोर्टार त्रिअक्षीय संपीड़न की स्थिति में है अब एक पल के लिए रुकना और समझना जरूरी है कि वास्तव में क्या हो रहा है आप जा सकते हैं और मोर्टार की घन compressive शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं आप मोर्टार अधिकार की अनियंत्रित संपीड़ित ताकत का अनुमान लगाने में सक्षम हैं लैब टेस्ट में आप वास्तव में सिर्फ अनियिरिज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वॉल कंस्ट्रक्शन में मोर्टार अनियॉक्सिअल कम्प्रेशन के तहत नहीं है यह ट्राइक्सिअल कम्प्रेशन ओके के तहत है तो आप मोर्टार की त्रैमासिक संपीड़ित शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं या आप केवल मोर्टार की अनियेशियल कम्प्रेसिव ताकत का ज्ञान होने से चिनाई की संपीड़ित ताकत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं तो यह चिनाई के व्यवहार में चाल है और कुछ ऐसा है जिसे संबोधित किया जाता है अगले मॉड्यूल में आप देखेंगे कि मोर्टार की अपरंपरागत ताकत कैसे है फिर चिनाई की संपीड़ित ताकत का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ कारावास प्रभाव या त्रिकोणीय संपीड़न की स्थिति का पता लगाएं अब बॉन्ड मौजूद है मोर्टार का ऊपर की इकाई के साथ एक बॉन्ड है और नीचे की इकाई है जिस कारण मोर्टार सीमित हो रहा है यूनिट बदले में बंधन दाएं समान और विपरीत कार्यों के कारण तनाव का अनुभव करता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मोर्टार अब विरोध कर रहा है उच्च संपीड़ित शक्ति का विरोध करने की उम्मीद की जाती है क्योंकि यह मोर्टार के असमान संपीड़ित ताकत की तुलना में एक सीमित स्थिति में है तो यह एक बिंदु है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए बांड के कारण और संतुलन के कारण इकाई अब तन्य तनाव का अनुभव करना शुरू कर देती है ठीक है इसलिए यदि आप इकाई में तनावों की त्रिकोणीय स्थिति को देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इस दिशा में लंबवत है तो ऊर्ध्वाधर संपीड़न है लेकिन दो पार्श्व दिशाओं में क्योंकि मोर्टार दोनों दिशाओं में विकृत हो रहा है यह दोनों दिशाओं में विकृत करने के लिए स्वतंत्र है आपके पास इकाई में द्विपक्षीय द्विअक्षीय तनाव है ठीक है अब यह एक पकड़ है क्योंकि इकाई दो की भंगुर सामग्री है और तनाव में कमजोर हो सकती है तो यह तंत्र विफलता में इकाई में दरार के गठन का कारण बनता है ठीक है तो यह सह क्रिया कुछ ऐसी है जो इस आधार पर है कि चिनाई कैसे व्यवहार करने वाली है हालाँकि सावधानी का एक शब्द यह सच है चिनाई मोर्टार में त्रिकोणीय संपीड़न और इकाई में द्विअक्षीय तनाव और असंयमित संपीड़न की यह समझ तब तक सही है जब तक कि पोइसन के अनुपात के पोइसन की तुलना में मोर्टार के पोइसन के अनुपात की तुलना में अधिक है जिसका अर्थ है कि यह मोर्टार की तुलना में अधिक संकुचित है यह सिद्धांत तब तक मान्य है जब तक कि इकाई की आपकी संपीड़ितता मोर्टार की संपीड़ितता से अधिक हो इसलिए विशिष्ट मूल्य यदि आप यूनिट के पॉइसन अनुपात को देखना चाहते हैं तो 01 का क्रम होगा और मोर्टार का पॉइसन अनुपात लगभग 025 या अधिक होगा तो यूनिट मोर्टार की तुलना में अधिक संकुचित है यह विकृति के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जहां तक विकृति का संबंध है और हम गुणों की जांच कर रहे हैं जैसे कि लोच का मापांक मोर्टार की लोच का मापांक इकाई की लोच के मापांक से अधिक है तो विकृति के संदर्भ में नरम सामग्री मोर्टार एक नरम सामग्री है इकाई कठिन सामग्री है और अधिक भंगुर सामग्री है लेकिन जहां तक संपीडन का संबंध है आप जानते हैं कि कॉर्क जैसी सामग्री अधिक संपीड़ित अधिकार है और इसमें 0 यूनिट के करीब पोइसन का अनुपात लगभग 01 है रबड़ अत्यधिक 05 के बारे में अचूक है और मोर्टार लगभग 025 पर है तो यह कम्प्रेसिबिलिटी है जो जहां तक समस्या है हाथ पर समस्या है और मोर्टार कम संकुचित होने के कारण यह बंधन में त्रिअक्षीय संपीड़न की स्थिति में आता है ठीक है तो और आपको इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर मोर्टार में इकाई की संरचना ऐसी है कि आपको मोर्टार मिलता है तो इकाई की तुलना में अधिक संकुचित होने वाला है तो आपके पास पूरी तरह से अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें तनाव होने वाला है संपीड़न में चिनाई की विफलता में आपके लिए काम करना इसलिए हम जांच करेंगे कि यह साहित्य में बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित है इसलिए जहां तक विफलता का संबंध है ये तन्यताएं पार्श्व दिशाओं में इकाई में विकसित हो रही हैं जो वास्तव में इकाई में लंबवत दरारों के निर्माण की ओर ले जाएंगी और इस तरह इकाई ठीक नहीं हो पाएगी जिस क्षण इकाई उस मोर्टार को जब्त करने में विफल हो जाती है संयुक्त खो जाती है तो मोर्टार अब अचानक त्रिअक्षीय संपीड़न की स्थिति से गिरता है असममित संपीड़न की स्थिति तक सीमित संपीड़न इसकी संपीड़न ताकत अचानक गिर जाती है और यह कुचला जाता है वही मूल्य जो अचानक प्रतिरोध करने में सक्षम था उसी मूल्य के तहत विफल हो जाता है क्योंकि यह अब त्रिकोणीय सीमित संपीड़न से हटकर यूनिसेक्सियल संपीड़न स्थिति में स्थानांतरित हो गया है तो आप इन ठीक ऊर्ध्वाधर दरारें के गठन को देखते हैं मुझे आशा है कि आप इन दरारों का पालन करने में सक्षम होंगे आप एकल दरार नहीं देखेंगे लेकिन आप ठीक ऊर्ध्वाधर या उप ऊर्ध्वाधर दरार की एक श्रृंखला देखेंगे जैसे कि आप कंक्रीट के घन पर या कंक्रीट घन में देखेंगे उप ऊर्ध्वाधर दरारें की ये श्रृंखला इन ऊर्ध्वाधर दरारें इकाई बनने जा रही हैं और एक बार जब वे पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएंगे तो आपको यूनिट में ही उभड़ा हुआ और विफलता मिलेगी तो ये दरारें लोडिंग की दिशा के समानांतर होने जा रही हैं और अंत में आपको एक कुचल प्रणाली दिखाई देगी जो वास्तव में मोर्टार पाउडर होगी और इस अवस्था में यदि आप जाते हैं और मोर्टार को बाहर निकालते हैं तो यह वास्तव में पाउडर होता है क्योंकि इकाई विफल हो गई है और यह अब कारावास की पेशकश नहीं कर रहा है और आप देखेंगे कि परीक्षण के इस बिंदु पर मोर्टार को भी कुचल दिया गया है अब ईंट के काम की ताकत के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है जब मैं कहता हूं कि ईंटवर्क असेंबली बनाम यूनिट की ताकत सही है और जब आप वास्तव में यूनिट के तनाव तनाव वक्र और मोर्टार के तनाव तनाव वक्र को देखते हैं तो यह वह जगह है जहां हमने कहा इकाई मजबूत है इकाई मजबूत है लेकिन कम विकृत यूनिट की लोच की मापांक बनाम मोर्टार की लोच के मापांक है तो मोर्टार अधिक कमजोर है लेकिन कम ताकत का साथ में वे आपको कुछ ऐसा देते हैं जो बीच में है जहाँ तक चिनाई का संबंध है इसलिए यदि आप ईंटवर्क चिनाई की ताकत बनाम इकाई की ताकत की तुलना करने के लिए थे तो ईंटवर्क संपीड़ित ताकत चिनाई संपीड़ित ताकत इकाई संपीड़ित ताकत ठीक से कम है और आम तौर पर दोनों के बीच संबंध दोनों के बीच संबंध यह है कि ईंटवर्क संपीड़ित शक्ति चिनाई संपीड़ित ताकत इकाई की संपीड़ित ताकत या इकाई की कुचल शक्ति के वर्गमूल के रूप में भिन्न होती है यह चिनाई संपीड़ित शक्ति और इकाई संपीड़ित ताकत के बीच आम तौर पर मनाया जाने वाला संबंध है कि यह इकाई की पेराई ताकत के वर्गमूल के रूप में भिन्न होता है लेकिन अगर आप मोर्टार मोर्टार की जांच करने के लिए थे तो चिनाई में मोर्टार की ताकत अधिक होगी क्योंकि त्रिकोणीय कारावास कारावास की स्थिति में त्रिअक्षीय संपीड़ित तनाव और एक मूल्य होगा चिनाई की संपीड़ित ताकत मोर्टार की ताकत से काफी अधिक होगा और इसका कारण त्रिकोणीय प्रभाव है जो कि त्रिकोणीय कारावास है जो मोर्टार है और मोर्टार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और प्रिज़्म स्ट्रेंथ या चिनाई स्ट्रेंथ जिस तरह से संबंधित हैं वह इस तरह से है कि ब्रिकवर्क कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेसनरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तीसरी या चौथी रुट की तरह बदलती रहती है मोर्टार घन ताकत की जड़ तो यह है कि आप कैसे विधानसभा की ताकत के लिए घटक ताकत से संबंधित कर पाएंगे तो बस चिनाई में संपीड़न विफलता असमान संपीड़न और द्विपक्षीय तनाव के गठन को संक्षेप में प्रस्तुत करना है पोइसन के प्रभाव के कारण ये द्वितीयक तन्य तनाव हैं जो इकाई में ही विकसित हो रहे हैं ये पार्श्व क्रियाएं हैं पार्श्व उभार इन तनावों का कारण बन रहा है क्योंकि आपके पास बंधन है यह इसे उभार और पार्श्व तनाव की अनुमति नहीं देता है माध्यमिक तन्य तनाव ईंटवर्क के विभाजन का कारण बन रहे हैं इसलिए इकाई की संपीड़ित ताकत वास्तव में चिनाई की संपीड़ित ताकत का प्रत्यक्ष माप नहीं है और यह केवल इसलिए है क्योंकि यह मोर्टार द्वारा नियंत्रित होती है यह ताकत पर निर्भर करता है मोर्टार की संपीड़ितता व्यक्तिगत रूप से संपीड़न में इकाई की विफलता चिनाई विधानसभा में इकाई की विफलता से अलग है इसलिए यदि आपके पास बहुत मजबूत ईंट इकाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मजबूत चिनाई मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि मोर्टार क्या होने वाला है इसलिए मूल संदेश है आप केवल इकाई पर परीक्षण करके चिनाई के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते यदि आपके पास एक अच्छी गुणवत्ता वाली इकाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अच्छी गुणवत्ता वाली चिनाई मिल गई है आपको स्वयं चिनाई की संपीड़ित ताकत का एक उपाय होने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा इसके बजाय मोर्टार तनाव की बहु अक्षीय स्थिति के कारण ईंट के काम में उच्च संपीड़ित तनाव का सामना करता है तो हम यहां रुकेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है यदि आपके पास मोर्टार संयुक्त में विभिन्न सामग्रियां हैं तो क्या यह हमें चिनाई के संरचनात्मक यांत्रिकी में एक अंतर्दृष्टि देता है